इस मॉड्यूल में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं असाइनमेंट की समस्या ऑपरेशन रिसर्च में परिवहन समस्या जैसे एक और महत्वपूर्ण समस्या है मैं असाइनमेंट समस्या को परिभाषित करता हूं अब असाइनमेंट समस्या में हम कहते हैं कि तीन काम है जो तीन लोग कर सकते है यहाँ दिखाया गया ग्राफ़ या नेटवर्क समस्या का प्रतिनिधित्व करता है तो हम यह मानेंगे कि तीन लोगों द्वारा तीन काम किए जा सकते है तो हम कहते है कि ये तीनों काम का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये लोगों का प्रतिनिधित्व करते है जो इन काम को कर सकते हैं अब यह इन काम को पूरा करने के लिए इन लोगों को इन काम को आवंटित करने के लिए कुछ खर्च करना होगा उदाहरण के लिए यह आंकड़ा 8 व्यक्ति नंबर 1 को काम नंबर 1 देने की लागत है तो व्यक्ति नंबर 1 को काम नंबर 1 देते हैं इसमें 8 रुपये या 8 यूनिट पैसा लगता है उदाहरण के लिए व्यक्ति नंबर 3 को काम नंबर 2 आवंटित करने के लिए 5 रुपये या 5 यूनिट पैसे का खर्च होता है तो ऐसी 9 लागतें हैं यह वह लागत है जो प्रत्येक व्यक्ति मांगता है या संगठन को लोगों को ये काम आवंटित करने में खर्च करना होता है समान संख्या में काम और लोग हैं तो अंत में इन काम को लोगों को इस प्रकार आवंटित किया जाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक काम मिले और प्रत्येक काम केवल एक व्यक्ति को मिले प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही काम मिले एक असाइनमेंट पर एक हो इसे कम से कम लागत पर कैसे करें इसे ही असाइनमेंट समस्या कहा जाता है समस्या को थोड़े अलग दृष्टिकोण से देखने पर क्योंकि हमारे पास तीन काम हैं जिन्हें तीन लोगों को सौंपा जा सकता है और सामान्य रूप मे n काम है जिसे n लोगों को सौंपा जाना है यह n फैक्टोरियल तरीकों से किया जा सकता है क्योंकि पहला काम 3 व्यक्तियों में से किसी एक को जा सकता है अगर यह 3 x 3 समस्या है दूसरा काम शेष 2 में से किसी एक को जा सकता है क्योंकि उनमें से एक को पहला काम मिलेगा और तीसरा काम तीसरे व्यक्ति को जाएगा तो यदि तीन काम है तो इसे तीन फैक्टोरियल तरीकों से किया जा सकता है और यदि सामान्य रूप से n काम है तो इसे n फैक्टोरियल तरीकों से किया जा सकता है अब इस समस्या में इन तीन फैक्टोरियल संभावनाओं या सामान्य रूप से n फैक्टोरियल के बीच किसकी लागत सबसे कम है हमें कैसे पता चलेगा है कि n फैक्टोरियल में से कम से कम लागत वाला असाइनमेंट समस्या है यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि असाइनमेंट की समस्या में हमारे पास समान संख्या में काम और लोग हैं यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि काम और लोग हो यह काम और मशीनों मशीनों और लोगों परियोजनाओं और छात्रों कई तरीकों से हो सकता है लेकिन दो अलग अलग चीजों की एक समान संख्या और फिर हमें एक से दूसरे को असाइन करना होगा इसके अंत में प्रत्येक काम केवल एक व्यक्ति को जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक काम मिलता है अब हम इस समस्या को फार्मूलेट करते हैं चलिए Xij को 1 के बराबर मानते हैं यदि i काम व्यक्ति j को दिया जाता है तो यह 0 के बराबर है अब यहाँ हम देखते हैं कि परिभाषा या डिसीजन वेरिएबल या निर्णय चर को परिभाषित करने का तरीका थोड़ा अलग है इससे पहले हमने Xij को एक कंटीन्यूअस वेरिएबल अर्थात निरंतर चर के रूप में परिभाषित किया था यह किसी भी नॉन नेगेटिव वैल्यू मतलब गैर नकारात्मक मूल्य को ले सकता है अब यह Xij केवल दो वैल्यू 1 या 0 ले सकता है इसलिए यह एक बायनरी वेरिएबल मतलब द्विआधारी चर है वास्तव में यदि आप ध्यान से देखें तो हमने इस पाठ्यक्रम में बहुत पहले एक फॉर्मूलेशन देखा है जहां डिसीजन वेरिएबल ने बायनरी वैल्यू ली थी तो असाइनमेंट की समस्या हम यह कहते हुए शुरू करते हैं कि Xij एक बाइनरी वैरिएबल है जो या तो 1 लेता है या 0 लेता है अब ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है उद्देश्य असाइनमेंट की कुल लागत या आवंटन की कुल लागत को कम करना है तो समड ओवर i समड ओवर j Cij Xij के रूप में दिया गया है जहाँ Cij j को i आवंटित करने की लागत है तो सामान्य तौर पर लागत यहां C11 है या सामान्य तौर पर यह Cij है आवंटित करने की लागत Cijहै इसलिए हम इन आवंटन को इस तरह से करना चाहते हैं कि आवंटन की कुल लागत कम से कम हो अब कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कंस्ट्रेंट्स के दो सेट हैं तो कंस्ट्रेंट का एक सेट हर i के लिए jXij 1 है अब यदि हम इस नेटवर्क को देखें तो यह भाग i है जो काम है तो यदि मैं i लेता हूं उदाहरण के लिए यदि मैं पहला काम लेता हूं जो यहां है तो यह पहला काम या तो पहले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है तो यह केवल एक ही व्यक्ति के पास जा सकता है एक काम केवल एक व्यक्ति के पास जाएगा तो iXij 1 तो यह व्यक्ति यदि मैं पहला व्यक्ति j को 1 के बराबर लेता हूं तो इस व्यक्ति को केवल एक ही काम मिलेगा इस व्यक्ति को या तो यह काम मिलेगा या यह काम प्रत्येक j के लिए iXij 1 प्रत्येक i के लिए कंस्ट्रेंट का दूसरा सेट jXij 1 है जिसका अर्थ है अगर मैं i 1 लेता हूं अगर मैं यह काम लेता हूं और यह काम इस व्यक्ति या इस व्यक्ति या इस व्यक्ति के पास जाएगा पहला कंस्ट्रेंट यह कहता है कि इस व्यक्ति को या तो यह काम मिलेगा या यह काम दूसरा कंस्ट्रेंट यह कहता है कि यह काम या तो इस व्यक्ति या इस व्यक्ति के पास जाएगा तो पहला सेट एक व्यक्ति को केवल एक काम मिलने के बारे में है और दूसरा सेट केवल एक व्यक्ति को जाने वाले काम के बारे में है यदि आप 3 x 3 असाइनमेंट समस्या को देखते हैं तो तीन कंस्ट्रेंटस हैं सामान्य तौर पर यहां n कंस्ट्रेंटस हैं और यहां अन्य n कंस्ट्रेंटस हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ n कंस्ट्रेंट हैं यहाँ दूसरे और n कंस्ट्रेंट हैं और n स्क्वायर वेरिएबल मतलब वर्ग चर डिसीजन वेरिएबल हैं क्योंकि i 1 से n j 1 से n हमें n स्क्वायर डिसीजन वेरिएबल और 2 n कंस्ट्रेंट देता है n स्क्वायर डिसीजन वेरिएबल बाइनरी वेरिएबल हैं इसलिए हम Xij को 0 या 1 के रूप में परिभाषित करते हैं इसलिए उन्हें 0 या 1 के साथ बाइनरी वेरिएबल के रूप में परिभाषित किया जाता है अब यह असाइनमेंट समस्या का फॉर्मूलेशन है यदि आप विस्तार करते हैं और पहले कंस्ट्रेंट पर जाते हैं तो Xij 1 ने प्रत्येक j के लिए i पर सारांशित किया मान लीजिए कि मैं यह j j 1 लेता हूं तो कंस्ट्रेंट X11 X21 X31 1 इसके लिए X12 X22 X32 1 और इसके लिए X13 X23 X33 1 होगा यदि मैं i 1 के लिए कंस्ट्रेंट का यह सेट लेता हूं यह X11 X12 X13 1 होगा और इस प्रकार अन्य तो एक 3 x 3 असाइनमेंट समस्या में छह कंस्ट्रेंट और नौ वेरिएबल होंगे और सामान्य तौर पर n x n असाइनमेंट समस्या में n स्क्वायर डिसीजन वेरिएबल मतलब वर्ग निर्णय चर और 2 n कंस्ट्रेंट होते हैं सभी डिसीजन वेरिएबल बायनरी वेरिएबल होते हैं अब यदि इन Xij को बाइनरी वैरिएबल के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है और यदि इन्हें कंटीन्यूअस वैरिएबल के रूप में परिभाषित किया जाता है तो असाइनमेंट समस्या एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है उदाहरण के लिए यदि मैं इस Xij बाइनरी को Xij ≥ 0 के रूप में प्रतिस्थापित करता हूं यदि मैं इन बाइनरी वेरिएबल को कंटीन्यूअस वेरिएबल द्वारा प्रतिस्थापित करता हूं तो असाइनमेंट समस्या एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है क्योंकि उद्देश्य फ़ंक्शन एक रैखिक फ़ंक्शन है कंस्ट्रेंट रैखिक हैं और एक गैर नकारात्मकता प्रतिबंध है इसलिए अगर हम इसे प्रतिस्थापित करते हैं और इसे एक रैखिक समस्या बनाते हैं तो हम असाइनमेंट की समस्या को हल करने के लिए या तो सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म के टेबल फॉर्म मतलब तालिका स्वरूप या किसी अन्य रैखिक प्रोग्रामिंग तरीके का उपयोग कर सकते हैं असाइनमेंट की समस्या को देखना भी महत्वपूर्ण है अगर हम इस Xij को एक कंटीन्यूअस वेरिएबल के रूप में परिभाषित करते हैं यह भी परिवहन समस्या की तरह है जहां समान संख्या में सप्लाई प्वाइंट आपूर्ति बिंदु और डिमांड पॉइंट मांग बिंदु होते हैं और प्रत्येक सप्लाई प्वाइंट 1 इकाई की आपूर्ति करता है और प्रत्येक डिमांड पॉइंट को 1 इकाई की आवश्यकता होती है तो असाइनमेंट की समस्या को परिवहन समस्या के एक विशेष प्रकार के रूप में भी देखा जा सकता है जहां समान संख्या में सप्लाई प्वाइंट और डिमांड पॉइंट होते हैं प्रत्येक सप्लाई प्वाइंट केवल 1 इकाई की आपूर्ति करता है और प्रत्येक डिमांड पॉइंट को केवल 1 इकाई की आवश्यकता होती है तो असाइनमेंट की समस्या न केवल एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है यह एक परिवहन समस्या भी है हमने पहले ही रैखिक प्रोग्रामिंग को हल करने के तरीके देखे हैं हमने परिवहन को हल करने के तरीकों को पहले ही देखा है और परिवहन समाधान विधियां रैखिक प्रोग्रामिंग समाधान विधि से थोड़ी अलग हैं यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि हम एक अलग एल्गोरिथ्म का उपयोग करके असाइनमेंट की समस्या को हल करते हैं जो परिवहन समस्या को हल करने या रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने से बहुत अलग है हालांकि असाइनमेंट की समस्या सिद्धांत रूप में एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है यह सिद्धांत रूप में एक परिवहन समस्या भी है हम इसे हल करने के लिए उन तरीकों का उपयोग नहीं करते हम एक विशेष विधि द्वारा असाइनमेंट समस्या को हल करने पर ध्यान देते हैं जो कि तेज है और जो असाइनमेंट समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है अब हम अब असाइनमेंट समस्या को हल करने के तरीकों को देखेंगे अब हम पहले उदाहरण को देखते हैं यह एक टेबल के रूप में असाइनमेंट समस्या को लिखने के लिए प्रथागत है जैसा कि यहां दिखाया गया है तो यह 4 x 4 तालिका 4 x 4 असाइनमेंट समस्या का प्रतिनिधित्व करती है तो यह एक 4 x 4 असाइनमेंट समस्या है हम मान सकते हैं कि ये 4 काम हैं और ये 4 लोग हैं तो हम कहेंगे कि पहले व्यक्ति को पहला काम आवंटित करने के लिए 8 खर्च होते हैं पहले व्यक्ति को दूसरा काम आवंटित करने में 6 की लागत आती है और इस प्रकार अन्य तो यह एक 4 x 4 असाइनमेंट समस्या है यह समझना भी संभव है क्योंकि इस असाइनमेंट की समस्या में काम और लोगों की समान संख्या है मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है यदि यह 4 x 4 समस्या है तो यह 4 x 4 मैट्रिक्स है और इसी तरह अन्य इसलिए चाहे हम इस मैट्रिक्स को हल करें या चाहे हम इसे हल करें यह पक्षांतरित है इसका मतलब है अगर हम मानते हैं कि 8 6 4 8 पंक्तियों के बजाय दूसरे रूप में 8 6 4 8 कॉलम बन जाते हैं और इसी तरह अन्य यह अभी भी एक ही समाधान देगा लेकिन अभी हम स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए देखते हैं कि 4 पंक्तियाँ चार काम और 4 कॉलम चार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर हम असाइनमेंट की समस्या को हल करते हैं अब असाइनमेंट समस्या का समाधान दो सरल सिद्धांतों पर आधारित है पहला सिद्धांत है यदि लागत गुणांक मैट्रिक्स की तरह है जो हमने यहां देखा है या हमने यहां दिखाया है यदि इस लागत गुणांक मैट्रिक्स को Cij मैट्रिक्स भी कहा जाता है तो यह Cij मैट्रिक्स है जिसे यहां दिखाया गया है ≥ 0 है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को काम आवंटित करने के लिए हम या तो 0 या कुछ अन्य लागत खर्च करेंगे यदि हम 0 लागत के साथ एक व्यवहार्य समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं तो इस तरह का समाधान इष्टतम होगा इसका कारण सभी लागत गुणांक नॉन नेगेटिव या गैर नकारात्मक हैं और यदि किसी कारण से हम 0 लागत के साथ एक व्यवहार्य समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं तो उद्देश्य फ़ंक्शन मान 0 है इसलिए यह इष्टतम है लेकिन फिलहाल हमारे पास इन 16 लागत तत्वों में से कोई भी 0 नहीं है और ये सभी 16 लागतें पॉजिटिव हैं इसलिए हम क्या करते हैं हम इस मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में कम करने की कोशिश करते हैं जिसकी 0 लागत है और इस प्रक्रिया में हम केवल 0 पोजीशनस में असाइनमेंट करने का प्रयास करते हैं और एक व्यवहार्य समाधान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अब व्यवहार्य समाधान क्या है एक व्यवहार्य समाधान वह है जो सभी कंस्ट्रेंट्स को संतुष्ट करता है इस मामले में यह एक 4 x 4 समस्या है आठ कंस्ट्रेंट्स होंगे प्रत्येक काम केवल एक व्यक्ति को जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक काम मिलेगा जिसका अर्थ है प्रत्येक पंक्ति में केवल एक असाइनमेंट होना चाहिए और प्रत्येक कॉलम में केवल एक काम होना चाहिए अगर हम इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं तो यह एक व्यवहार्य समाधान है तो मैं फिर से वापस जाता हूं हमने इस सिद्धांत से शुरू किया हैं कि यदि हम 0 लागतों के साथ एक व्यवहार्य समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं तो यह इष्टतम है लेकिन फिर हम देखते हैं कि कोई लागत नहीं है जो 0 है इसलिए हम 4 x 4 मैट्रिक्स को अन्य मैट्रिक्स में कम करने की कोशिश करते हैं जिसमें 0 हैं और फिर केवल 0 पदों पर असाइनमेंट करते हैं और एक संभव समाधान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं फिर इस तरह व्यवहार्य समाधान इष्टतम होगा क्योंकि इसकी 0 लागतें हैं अब हम इस मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स पर कैसे कम करते हैं जिसमें 0 है यह दूसरे सिद्धांत पर आधारित है दूसरा यह है मान लीजिए मैं पहला काम लेता हूं पहला काम इन चार लोगों में से किसी एक के पास जा सकता है और पहला काम किसी को भी व्यक्ति 1 या व्यक्ति 2 या व्यक्ति 3 या व्यक्ति 4 में जा सकता है क्योंकि इसे ये चार लोग में से किसी एक के पास जाना है यदि वे सभी 1 यूनिट से संबंधित लागत को कम करते हैं तो यह अभी भी उसी व्यक्ति के पास जाएगा क्योंकि उन सभी ने इसे 1 यूनिट घटा दिया हैं इसलिए पंक्ति के प्रत्येक तत्व से एक स्थिरांक को घटाने से समाधान नहीं बदलेगा इसी तरह से अगर मैं इन चार काम को लेता हूं तो इन चार काम को पहले व्यक्ति को आवंटित करने की लागत यदि हम इन सभी 4 लागतों को 1 इकाई द्वारा प्रत्येक लागत को कम करते हैं तो यह व्यक्ति अभी भी उसे आवंटित एक ही काम प्राप्त करेगा जिसका अर्थ यह भी है कि एक कॉलम में प्रत्येक तत्व से समान स्थिरांक को घटाने से समाधान प्रभावित नहीं होगा तो दूसरा सिद्धांत यह है पंक्ति में प्रत्येक तत्व से एक स्थिरांक को घटाने से समाधान प्रभावित नहीं होगा एक कॉलम में प्रत्येक तत्व से एक ही स्थिरांक को घटाना समाधान को प्रभावित नहीं करेगा पुनः समाधान का अर्थ उन वैल्यू से है जो डिसीजन वेरिएबल लेता है और इस मामले में व्यक्तियों को काम का वास्तविक आवंटन करना इसलिए यदि हम पहली पंक्ति लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यदि हम पहली पंक्ति के प्रत्येक तत्व से समान स्थिरांक को घटाते हैं तो समाधान प्रभावित नहीं हो रहा है तो अब हम कोशिश करते हैं और कुछ स्थिरांक को घटाते हैं और जितना हम कर सकते हैं उतना कम करने की कोशिश करते हैं तो पंक्ति के प्रत्येक तत्व से हम जो अधिकतम घटा सकते हैं वह 4 लागतों में से न्यूनतम है जो 4 है क्योंकि 4 को घटाने के लिए Cij नॉन नेगेटिव रहेगा यदि मैं पहली पंक्ति के प्रत्येक तत्व से 5 घटाता हूं तो यह माइनस 1 हो जाएगा और मैं मैट्रिक्स के साथ काम नहीं करना चाहता जहां Cij नेगेटिव है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि Cij ≥ 0 हो इसलिए अगर हम घटाते हैं हम जितना संभव हो उतना घटा सकते हैं और इस प्रक्रिया में हम 0 चाहते हैं इसलिए हम पंक्ति के तत्व से पंक्ति के न्यूनतम को घटाते हैं ताकि घटाव के बाद इस पंक्ति में कम से कम 1 0 हो तो हम पंक्ति 1 के प्रत्येक तत्व से 4 को घटाते हैं हम 5 को दूसरी पंक्ति के प्रत्येक तत्व से घटाते हैं हम तीसरी पंक्ति के प्रत्येक तत्व से 9 घटाते हैं और हम पंक्ति 4 के प्रत्येक तत्व से 6 घटाते हैं तो सिद्धांत रूप में हम प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक तत्व से पंक्ति न्यूनतम को घटाते हैं और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है जो इस प्रकार है तो पहली पंक्ति के प्रत्येक तत्व से 4 घटाने पर हमें 8 - 4 4 6 4 2 4 - 4 0 और 8 - 4 4 प्राप्त होता है जो कि चार वैल्यू हैं जिसे हम यहां देख रहे हैं इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति से न्यूनतम पंक्ति को 1 0 0 3 प्राप्त करने के लिए घटाते हैं हम तीसरी पंक्ति से न्यूनतम पंक्ति को घटाकर 0 1 2 3 प्राप्त करते हैं और हम पंक्ति 1 0 2 और 4 प्राप्त करने के लिए 4 से 6 की न्यूनतम पंक्ति को घटाते हैं तो अब हमने इस मैट्रिक्स को दायीं ओर एक बहुत ही रोचक तरीके से घटा दिया है जिसमें अब हर पंक्ति में कम से कम एक 0 है आपको एहसास होगा कि दूसरी पंक्ति मे दो 0 है क्योंकि 5 न्यूनतम था और यह दो अलग अलग जगहों पर हुआ अब हर पंक्ति में एक 0 है अब पंक्ति के लिए जो लागू होता है वह कॉलम पर भी लागू होता है क्योंकि कॉलम के प्रत्येक तत्व से समान स्थिरांक को घटाने से समाधान नहीं बदलेगा इसलिए अब हम पहले कॉलम को देखते हैं कॉलम न्यूनतम 0 है इसलिए जब हम घटाते हैं तो हम वही चीज़ प्राप्त करते हैं हम दूसरे कॉलम को देखते हैं कॉलम न्यूनतम 0 है और हमें समान संख्याएँ मिलती है तीसरे कॉलम में भी कॉलम न्यूनतम 0 के बराबर है इसलिए हमें समान संख्याएँ मिलेंगी लेकिन चौथे कॉलम में कॉलम न्यूनतम 3 के बराबर है इसलिए हम उस नए तत्व को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कॉलम को घटाते हैं जिससे एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है जहां पहले 3 कॉलम समान हैं अंतिम कॉलम 1 0 0 और 1 में बदल गया है इसलिए हमने अब इस नए मैट्रिक्स के लिए पहले मैट्रिक्स को कम कर दिया है जो कि यहाँ है हमने इसे इस मैट्रिक्स में घटा दिया है जो यहाँ पंक्ति है और फिर अगर हम इस मैट्रिक्स को हल करते हैं तो समाधान पहले वाले के समान ही होगा हम इस मैट्रिक्स को कैसे हल करते हैं हम इसे अगली अंतिम क्लास में देखेंगे